भाग 1 में जो कि खंड एक और दो हैं हमने लागत लेखांकन के बारे में चर्चा की थी हमने लागत के वर्गीकरण पर भी चर्चा की थी आज हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या सीमांत लागत के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे पहले हमें एक बहुत संक्षिप्त पुनर्कथन करना चाहिए मुझे उम्मीद है कि आपको अभी भी लागत के विभिन्न वर्गीकरण याद होंगे लागतो को वर्गीकृत करने का एक तरीका तत्वों पर आधारित था क्या आपको याद है कि लागत के तत्व क्या है मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश जानते हैं कि यह सामग्री श्रम या व्यय है यह लागत को वर्गीकृत करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक हैं फिर कार्यात्मक वर्गीकरण आया तो कार्यों के अनुसार आप लागत को कैसे वर्गीकृत करते हैं यह उत्पादन लागत व्यवस्थापक लागत विपणन लागत बिक्री लागत आर एवं डी लागत और ऐसे ही और भी हो सकते हैं फिर आप यह भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत के आधार पर लागत का वर्गीकरण होता है तो यह तीनों मुख्य रूप से लेखांकन के साथ साथ नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपयोगी है नियंत्रण उद्देश्यों के लिए एक और उपयोगी वर्गीकरण नियंत्रणीय बनाम गैर नियंत्रणीय लागत था फिर उत्पाद लागत बनाम अवधि लागत जब निर्णय लेने की बात आती है तो दो तीन तरह के लागत वर्गीकरण हैं जो कि वे हैं जिनके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं तो निर्णय लेने के लिए या उनकी परिवर्तन क्षमता के अनुसार लागत को समझने के लिए लागतों को वर्गीकृत करने के तरीके क्या है क्या आपको याद है इसलिए हमें परिवर्तनीय लागत बनाम निश्चित लागतें मिली है और निश्चित रूप से कुछ परिवर्तनीय लागतें होती हैं जो चर की प्रकृति के साथ साथ निश्चित भी होती हैं लागत को वर्गीकृत करने का एक और तरीका भी है जो प्रासंगिक लागत बनाम डूब लागत पर आधारित है अब निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए यह वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है यह वर्गीकरण नियंत्रण उद्देश्यों के लिए अथवा लेखांकन उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक उपयोगी नहीं है लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो ये वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो क्या आपको अब याद है कि परिवर्तनीय लागत क्या है मुझे आशा है कि आप में से अधिकांश जानते हैं कि एक लागत जो गतिविधि के स्तर के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बदलती है उसे एक परिवर्तन लागत माना जाता है तो 100 इकाइयों के लिए यदि लागत 1000 है और 200 इकाइयों के लिए यह 2000 हो जाती है इसका मतलब है जब इकाइयां बढ़ती हैं उसी अनुपात में लागत भी बढ़ती है तो उस लागत को हम परिवर्तनीय लागत कहते हैं इसके विरुद्ध एक और प्रकार की लागत है जो गतिविधि के स्तर के अनुसार नहीं बदलती है तो 100 इकाइयों के लिए यदि लागत 1000 है 200 इकाइयों के लिए भी यह 1000 है तो वह निश्चित लागत मानी जाएगी इसलिए श्रेष्ठ रूप से केवल दो प्रकार की लागत निश्चित और परिवर्तनशील होती हैं लेकिन आपकी कुछ लागते जिसमें दोनों तरह की प्रकृति होती है वह एक हद तक परिवर्तनशील होती है लेकिन एक हद तक वह निश्चित होती हैं इन्हें अर्ध परिवर्तन लागत कहा जाता है मैं इन सभी को फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि हम अब जो जानने जा रहे हैं वह लागत मात्रा लाभ विश्लेषण है जोकि मुख्य रूप से परिवर्तनशीलता के अनुसार लागत के वर्गीकरण पर आधारित है तो हम अपने इस भाग के साथ आगे बढ़ते हैं इसलिए यहां हम निश्चित परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय लागतो के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की है फिर हम देखेंगे कि योगदान अंश क्या है और फिर हम सम विच्छेद बिंदु पीवी अनुपात के बारे में भी चर्चा करेंगे और अगले भाग में भी हम देखेंगे कि निर्णय लेने के लिए इस वर्गीकरण का उपयोग कैसे किया जा सकता है आज हम लागत की परिवर्तनशीलता की हमारी समझ के आधार पर कुछ छोटे मामलों को हल करने का भी प्रयास करेंगे अब सी वी पी विश्लेषण क्या है अब यह तीन चरण का विश्लेषण है जैसा कि नाम से पता लगता है एक तरफ लागत है मात्रा क्योंकि मात्रा लागत को प्रभावित करती है यह कुछ लागतो को प्रभावित करती है यह कुछ लागतो को प्रभावित नहीं करती है जो कि लागत की परिवर्तनीयता के अनुसार निश्चित और परिवर्तनीय होते हैं और दोनों ही लाभ को प्रभावित करते हैं क्योंकि मात्रा राजस्व को प्रभावित करने वाली होती है और साथ ही लागत को भी स्वभाविक तौर पर वहां लाभ परिणाम के रूप में होगा इसलिए इसमें हम गतिविधि के स्तर को समझने की कोशिश करते हैं जो की मात्रा है और इसके राजस्व लागत और परिणामी लाभ पर प्रभाव को समझते हैं अंततः हमारा प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि मात्रा में बदलाव के साथ लागत और लाभ कैसे प्रभावित होने जा रहे हैं या बदलने जा रहे हैं अब निश्चित लागते यह वे लागते हैं जो गतिविधि के स्तर के साथ नहीं बदलती हैं अथवा उत्पादन या कारोबार के साथ नहीं बदलती हैं स्वभाविक रूप से यह एक विशेष अवधि से संबंधित होती हैं जिनका उत्पादन या उत्पादन स्तर के साथ या संचालन स्तर के साथ कोई लेना देना नहीं है वह अवधि से संबंधित होती हैं इसलिए इन्हें निश्चित लागत कहा जाता है अब क्या आप निश्चित लागत के कुछ उदाहरण दे सकते हैं विभिन्न उद्योगों में हमारे पास अलग अलग कारण हो सकते हैं लेकिन सिर्फ समझने की सरलता के लिए मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक कार है जिसे हम एक टैक्सी के रूप में उपयोग करते हैं और हम इसे यात्री परिवहन के लिए उपयोग कर रहे हैं अब आपके व्यवसाय में निश्चित लागते क्या होगी मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश इसका सही तरीके से अनुमान लगाने में सक्षम हैं यदि आपके पास एक वाहन हैं तो आपको वाहन पर बीमा का भुगतान करना होगा और वह बीमा 1 महीने या 1 वर्ष के लिए होगा यह एक अवधि की लागत है जो आपके द्वारा संचालित किलोमीटर की संख्या के साथ नहीं बदलती है इसलिए इसे निश्चित लागत माना जाता है कार के पंजीकरण में भी कुछ लागते शामिल होंगी या कुछ कर जो आपको चुकाने पड़ सकते हैं जो कि समय पर आधारित है इस बात पर नहीं कि आप कार का कितना उपयोग करते हैं यह भी निश्चित लागत होगी उसके बाद मूल्यहृास होता है क्योंकि आपने कार की खरीद पर कुछ पूंजीगत लागत लगाई है जो कि आप एक अवधि के दौरान लिख कर खत्म कर देंगे इसलिए हर साल मूल्यहृास का शुल्क लगेगा हालांकि यह एक गैर नकद व्यय है या महत्वपूर्ण खर्चों में से एक है और फिर से यह निश्चित स्वभाव का होता है इस विशेष उद्योग में निश्चित लागत के यह कुछ उदाहरण थे अब यहां कुछ और उदाहरण दिए गए हैं आप कहते हैं कि यदि आप एक कारखाने का संचालन कर रहे हैं तो आपको कारखाना जारी रखने के लिए किराए का भुगतान करना पड़ सकता है इसलिए कारखाने के निर्माण के लिए यह निश्चित लागत है क्या आप किसी अन्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं बस किसी भी उद्योग के बारे में सोचें और मुझे लगता है कि आप कुछ लागतो को नाम दे पाएंगे जो स्वभाव में निश्चित होती हैं जो गतिविधि के स्तर के बावजूद बदलती नहीं हैं जिन्हें निश्चित लागत माना जाएगा अब यदि आप इस लागत को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं तो वह कुछ इस तरह दिखती हैं आप समझ रहे हैं तो आपको यह लाल रेखा मिली है जो पूरी तरह से क्षैतिज है आप देख सकते हैं कि इकाइयों की संख्या 0 से 800 में बदल रही है 0 पर लागत 80000 है और 800 पर भी यह 80000 बनी हुई है सैद्धांतिक रूप से निश्चित लागते किसी भी समय बदलती नहीं है परंतु यह सच नहीं भी हो सकता है उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि यदि इकाइयों की संख्या 5000 तक बढ़ जाए तो निश्चित लागत बढ़ सकती है परंतु यह एक अलग मुद्दा है दी हुई सीमा के अंदर यह बदलती नहीं है तो जो भी आपके सेटअप की क्षमता है चाहे आप 0 का उत्पादन करते हैं या आप अपनी क्षमता के 100 प्रतिशत या 120 या 130 प्रतिशत तक जाते हैं निश्चित लागतें नहीं बदलती हैं वह क्षैतिज रेखा होती है आप देख सकते हैं कि एक काली रेखा है जो ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है वह कुल लागत की रेखा है वह कुल लागत है उसमें निश्चित लागत का तत्व होता है जो गतिविधि के स्तर के साथ नहीं बदलता है अब अन्य लागत परिवर्तनशील है लेकिन उस लागत पर जाने से पहले यह देखना होगा कि क्या निश्चित लागत कभी नहीं बदलती है यह सत्य नहीं है हालांकि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सपाट या क्षैतिज हैं यह नहीं बदलता है क्योंकि गतिविधियों के स्तर में बदलाव नहीं होता है परंतु मेरा प्रश्न यह था कि इसका मतलब यह है कि क्या निश्चित लागत कभी नहीं बदलती है यह सच नहीं है क्योंकि यह समय समय पर बदल सकती है उदाहरण के लिए हमारे उदाहरण किराए और बीमा थे अब इस साल किराया मान लीजिए 10 लाख है अगले साल किराया बढ़ सकता है अगले साल बीमा बढ़ सकता है कर कानून में बदलाव की वजह से करों में वृद्धि हो सकती है जरूरी नहीं है कि अगले साल ही हो चालू वर्ष में भी कुछ निश्चित चीजों की वजह से निश्चित लागत बढ़ सकती है लेकिन मुद्दा यह है कि वह गतिविधि के स्तर के साथ नहीं बदलते हैं अब अन्य प्रकार की लागत परिवर्तनीय लागत है यह वह लागतें हैं जो गतिविधि के स्तर के प्रत्यक्ष अनुपात में बदलती हैं तो उनमें से कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम अथवा प्रत्यक्ष सामग्री की लागतें हैं मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वह प्रत्यक्ष सामग्री का उपयोग कर रही है आमतौर पर जब आप अपना उत्पादन बढ़ाते हैं तो कच्चे माल की खपत भी उसी अनुपात में बढ़ेगी अगर उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ जाता है तो कच्चे माल की खपत भी 20 प्रतिशत बढ़ जाएगी जो एक परिवर्तन लागत बन जाएगी यदि आप एक टैक्सी सेवा के संचालन का हमारा उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास एक कार है जिससे हम एक टैक्सी सेवा का संचालन कर रहे हैं तो परिवर्तनीय लागत क्या होगी सभी संभावनाओं के अनुसार पेट्रोल या ईंधन लागत परिवर्तनशील होगी क्योंकि आप अपनी कार को अधिक किलोमीटर तक चलाते हैं तो खपत भी उसी अनुपात में कम या ज्यादा बढ़ेगी इसलिए हम इसे परिवर्तनीय लागत कहते हैं अब आप इसे कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे मैं आपको निश्चित लागत ग्राफ एक बार फिर से दिखाऊंगा अब यदि आप एक परिवर्तनीय लागत ग्राफ खींचना चाहते हैं तो आप इसे कैसे खींचेगे मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश इसका सही तरीके से अनुमान लगाने में सक्षम है यह 0 से शुरू होगा क्योंकि परिभाषा के अनुसार यह गतिविधि के स्तर के साथ बदलता है इसलिए यह 0 होगा और उत्पादित इकाइयों की संख्या के साथ यह एक सीधी रेखा के रूप में ऊपर जाएगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो आप यह देख सकते हैं कि यह लाल रेखा 0 से आरंभ हो रही है यह किसी राशि से आरंभ नहीं हो सकती है यदि यह 0 पर कुछ राशि से आरंभ होती है तो यह एक निश्चित घटक के रूप में होगी परिभाषा के अनुसार इसे गतिविधि के स्तर में बदलाव के साथ बदलना चाहिए इसलिए यह 0 से आरंभ होती है और एक रैखिक रूप में ऊपर जाती है इसलिए यह एक चर लागत ग्राफ है अब अर्ध परिवर्तनीय लागते हैं अब क्या होता हैसैद्धांतिक तौर पर केवल दो प्रकार की लागते होती हैं एक निश्चित एक समान होती है और एक चर होती है लेकिन वास्तविक जीवन में अधिकांश लागते गतिविधि के स्तर की अनुसार बदलती है परंतु वह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं बदल सकती हैं इसलिए वे ना तो पूर्णतया चर होती हैं न ही पूर्णतया निश्चित होती हैं इस प्रकार की लागतो को अर्थ परिवर्तनीय लागते कहा जाता है अब टेलीफोन बिल का उदाहरण है आजकल निश्चित तौर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं परंतु परंपरागत रूप से टेलीफोन का उपयोग करने के लिए किराया दिया जाता था और कॉल शुल्क होते थे जैसे आप कॉल की संख्या बढ़ाते हैं उतनी अधिक मात्रा में शुल्क होंगे इसलिए टेलीफोन बिल अर्ध परिवर्तनीय लागत का एक अच्छा उदाहरण है मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जिनमें कॉल शुल्क मुक्त है हम कहते हैं कि हमारे पास एक पैकेज है जहाँ कॉल शुल्क निःशुल्क हैं आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं फिर टेलीफोन बिल किस प्रकार के उदाहरण में आएगा मुझे लगता है कि आप सही हैं यह एक निश्चित लागत बन जाता है क्योंकि यह 1 महीने या 10 सप्ताह या 15 सप्ताह या उससे अधिक की अवधि के लिए निश्चित लागत बन जाता है यह कॉल की संख्या के साथ नहीं बदलता है फिर यह निश्चित लागत बन जाता है लेकिन इस मामले में हमने इसे एक अर्ध परिवर्तनीय लागत का रूप दिया है क्योंकि परंपरागत रूप से इसका उपयोग के लिए किराया और कॉल शुल्क थे उसी तरह गैस या बिजली के बिल भी उनमें भी किराए का घटक और उपयोग घटक होता है इसलिए वे अर्ध चर होते हैं क्या आप कोई अन्य उदाहरण दे सकते हैं हमारे टैक्सी व्यवसाय के लिए आप अर्ध परिवर्तनीय लागतों का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जरा इस पर सोचिए मुझे लगता है कि आप इसे सही ढंग से अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि रखरखाव अर्ध परिवर्तनीय लागत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि भले ही आपने पूरे महीने का उपयोग किए बिना पार्किंग में कार पार्क की हो आपको कार को चालू स्थिति में रखने के लिए कुछ रखरखाव की आवश्यकता होगी इसे नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है लेकिन यदि आप कार का उपयोग करते हैं तो रखरखाव की लागत बढ़ जाती है और अधिक से अधिक उपयोग के साथ रखरखाव की लागत भी बढ़ जाएगी तो रखरखाव अर्ध परिवर्तनीय लागत का एक बहुत अच्छा उदाहरण बन जाता है आप इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा सोचिए शायद 0 पर आपको कुछ अर्ध परिवर्तनीय लागतें लगानी पड़ेंगी और क्या यह सीधी रेखा में ऊपर जाएगी यह ऊपर जाएगी लेकिन प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं यह वक्र हो सकती है या यह चरणों के रूप में हो सकती है आमतौर पर अर्ध परिवर्तनीय लागत एक चरण के रूप में होती है यह एक स्टेप फॉर्म में क्यों है क्योंकि 0 से 100 तक या हम कहें कि 200 तक इस ग्राफ के अनुसार अर्ध परिवर्तनीय लागतें एक विशेष स्तर पर हैं एक बार जब आप 200 या 225 पहुंचते हैं अचानक यह लागते बढ़ जाती हैं आप देख सकते हैं कि 0 से 200 तक यह 10000 थी लेकिन 200 के पार जाने पर यह 20000 हो गई उसके बाद वह फिर से 400 तक नीचे हो गई है हम कहते हैं कि आपको प्रतीक 300 किलोमीटर के बाद टायर बदलने होते हैं इसका मतलब है कि शुरुआत में जब आप नए टायर्स लेंगे लागत 300 किलोमीटर तक स्थिर रहेगी उसके बाद आप टायरों को बदल देंगे इसलिए आपको अगले चरण पर जाना होगा फिर 600किलोमीटर तक यह एक समान रहेगी आप इसे फिर से बदलते हैं फिर से यह बढ़ता है और फिर वापस एक समान हो जाता है सामान्य रूप से अर्ध परिवर्तनीय लागत इस प्रकार से संचालित होती है मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं क्योंकि विभिन्न आकृतियों के वक्र भी हो सकते हैं यह एक सीधी रेखा नहीं है परिवर्तनीय लागत एक सीधी रेखा है अर्ध परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत एक सपाट सीधी रेखा है अर्ध चर लागत कहीं न कहीं इसके बीच होती है यह वक्र भी हो सकती है लेकिन सीवीपी विश्लेषण के अनुसार सामान्य रूप से हम उन्हें सीधे लाइन ही मानते हैं चाहे वह निश्चित चर या अर्ध चर हो इसलिए आम तौर पर हम चरणबद्ध अर्ध परिवर्तनीय लागत देखते हैं अब लागत मात्रा लाभ विश्लेषण आइए समझते हैं कि यह क्या होता है इसलिए सीवीपी विश्लेषण में हम कुल लागत को देखते हैं जो निश्चित और परिवर्तनीय में विभाजित होती है हम कुल राजस्व को देखते हैं फिर हम वांछित लाभ को देखते हैं और साथ ही साथ बिक्री मात्रा के विभिन्न स्तरों को देखते हैं एक निश्चित मात्रा के स्तर पर कुछ लाभ होगा इसलिए या तो हम बिक्री का कुछ स्तर अपने बाजार अनुसंधान के आधार पर ले सकते हैं या हम प्रबंधन द्वारा अपेक्षित लाभ के आधार पर जा सकते हैं और इसके आधार पर हमें वांछित लाभ के लिए किस स्तर की गतिविधि हासिल करनी है सामान्य रूप से हम इस तरह सीबीपी विश्लेषण का उपयोग करते हैं तो यहाँ हम एक और बात करते हैं हम सम विच्छेद बिंदु की भी गणना करते हैं इसलिए हम गतिविधि के एक स्तर की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं जहां लागत और बिक्री बिल्कुल मेल खाती है दूसरे शब्दों में जहां कोई लाभ या हानि नहीं है और हम बिक्री के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्तरों की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं इसे लाभ योजना के रूप में जाना जाता है इसलिए विभिन्न परिदृश्यों में यह काफी उपयोगी है उनमें से एक बजट नियोजन है इसलिए हम बिक्री के विभिन्न स्तरों पर होने वाले लाभ का पूर्वानुमान जानना चाहेंगे उसके लिए यह काफी उपयोगी है यह निर्णय लेने के लिए बहुत उपयोगी है विशेष रूप से मूल्य निर्धारण निर्णय क्योंकि हमें विभिन्न तरीकों के उपयोग के आधार पर लागत की गणना करनी होगी अब उस लागत पर सवाल यह है कि हमें कितना लाभ मार्जिन चार्ज करना चाहिए जो मूल्य निर्धारण निर्णय बन जाता है और मूल्य निर्धारण के फैसले में सीवीपी विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि बिक्री के स्तर के अनुसार हमें कीमतें तय करनी होंगी ग्राहकों की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए हमें कई तरह की छूट देनी होगी या हमें अपनी मूल्य निर्धारण की रणनीति बदलनी होगी इसके लिए सीवीपी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विभिन्न उत्पादों की बिक्री मिश्रण का निर्धारण करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है यह बिक्री मिश्रण निर्णयों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि हम केवल एक प्रकार के उत्पाद में काम नहीं कर रहे हैं हम विभिन्न उत्पादों में काम कर रहे हैं जहां हमें यह तय करना होगा कि हमें किस उत्पाद पर जोर देना चाहिए हमें किस उत्पाद पर अधिक ध्यान देना चाहिए पर एक बिक्री मिश्रण निर्णय है या मान लें कि हम एक खुदरा स्टोर का संचालन कर रहे हैं हमें तय करना होगा क्योंकि प्रदर्शन के लिए हमारे पास एक सीमित स्थान है तो किस उत्पाद को प्रदर्शन पर अधिक स्थान मिलना चाहिए एक उत्पाद जो हमें अधिक मार्जिन देता है हम उस उत्पाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हमें विभिन्न उत्पादों पर उपलब्ध मार्जिन को जानने की जरूरत है हमें यह जानना चाहिए कि अभी कंपनी को सभी उत्पादों में से किस उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इसे बिक्री मिश्रण निर्णय कहा जाता है इनके आधार पर यह एक लचीला बजट बनाने के लिए भी उपयोगी है क्योंकि गतिविधियों के विभिन्न स्तरों के अनुसार हमारी लागत में परिवर्तन होगा इसलिए हमें एक लचीला बजट बनाना होगा और उस बजट का उपयोग विभिन्न निर्णय लेने के परिदृश्यों के लिए करना होगा अब सीवीपी के उद्देश्य सीवीपी विश्लेषण में हम समझते हैं कि विभिन्न चीजों के बीच की आपसी बातचीत को समझते हैं एक मूल्य मात्रा है या गतिविधि का स्तर है प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत है देखिए परिवर्तनीय लागत को कुल परिवर्तनीय लागत के रूप में भी दिया जा सकता है लेकिन चूंकि यह प्रति इकाई के आधार पर बदलने जा रहा है इसलिए प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत की गणना करना समझ में आता है उसके बाद कुल निश्चित लागत यहां तक कि कुल निश्चित लागत की गणना प्रति इकाई के आधार पर की जा सकती है लेकिन यह भ्रामक है क्योंकि यह इकाई के आधार पर बदलने वाली नहीं है यह प्रति इकाई के आधार पर बदलती रहेगी इसलिए हम क्या करेंगे क्या कुल निश्चित लागत लेना बेहतर है हम उन उत्पादों के मिश्रण को भी देखेंगे जो बेचे जाते हैं इसलिए मान लीजिए कि हम उत्पाद एबीसी में काम कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि उन्हें किन अलग अलग मिश्रणों में बेचा जा सकता है क्योंकि कुछ उत्पाद एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कुछ उत्पाद एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं इसलिए हमें विभिन्न बिक्री मिश्रणों पर ध्यान देना होगा जो उपलब्ध हैं अब आम तौर पर सीवीपी विश्लेषण कुछ मान्यताओं पर आधारित है सबसे महत्वपूर्ण धारणा यह है कि सभी खर्चों को या तो चर के रूप में या निश्चित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अधिकांश वास्तविक जीवन लागत वास्तव में अर्ध परिवर्तनीय हैं वे पूरी तरह से परिवर्तनशील या निश्चित नहीं हो सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं यदि यह एक अर्ध परिवर्तनीय लागत है जिसे हम चर घटक और निश्चित घटक में तोड़ देते हैं और सभी धारणाओं में से एक यह है कि सभी लागत को चर और निश्चित में तोड़ना संभव है बस ध्यान रखें कि इनमें से कुछ धारणाएं पूरी तरह से सही नहीं हो सकती हैं 5 प्रतिशत लागत हो सकती है जिसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है लेकिन यह हमारी गणना की शुद्धता को कम नहीं करता है क्योंकि हमें अनिश्चितता के परिदृश्य में निर्णय लेना है हम इन धारणाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी गणनाए करते हैं और ज्यादा या कम वे सही निर्णय होंगे यही कारण है कि यह धारणाएं बहुत उपयोगी हैं और एक हद तक उनका उल्लंघन किया जा सकता है यह निर्णय की शुद्धता या निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करता है अब अगला सीवीपी संबंध उत्पादन और बिक्री की एक विस्तृत श्रृंखला में रैखिक हैं मैं अभी वापस जाऊंगा आप यहां देख सकते हैं हमने इस निश्चित लागत ग्राफ को देखा था जहां हमने इसे एक सपाट रेखा माना था या एक ऊपर की ओर जाती हुई लंबवत रेखा मानकर इसे चर लागत माना था यह सीवीपी की धारणा है कि लागते रैखिक होती हैं वास्तव में प्रकृति में वे वक्र हो सकते हैं वे थोड़े ऊपर या नीचे जा सकते हैं लेकिन फिर हमारी गणना के उद्देश्य के लिए हमें एक रैखिक संबंध मानना होगा और कृपया ध्यान रखें कि एक उचित सीमा के भीतर वे वास्तव में रैखिक हैं उदाहरण के लिए 0 से 800 तक वे रेखीय होंगे इससे परे हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव हो लेकिन सीवीपी विश्लेषण अल्पकालिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत उपयोगी है जो उचित सीमा के भीतर है तो मान लीजिए कि आप 700 इकाइयाँ बना रहे हैं जो आपको तय करना है कि आपको अगला 100 बनाना चाहिए या अगला 100 नहीं बनाना चाहिए ऐसे निर्णय के लिए सीवीपी उपयोगी है और हमारी रैखिक धारणा शुद्धता को प्रभावित नहीं करती है मान लीजिए आप यह निर्णय लेना चाहते हैं कि 5000 इकाइयाँ बनानी है या नहीं तो आपको अलग अलग तरीकों या विभिन्न प्रकार की तकनीकों के लिए जाना होगा इसलिए अब हमारी अगली धारणा हमने पहले दो धारणा देखी है कि बिक्री मूल्य परिवर्तनीय लागत और कुल निश्चित लागत एक प्रासंगिक सीमा के भीतर भिन्न नहीं होती है याद रखें यह धारणा एक उचित सीमा के लिए सही है अगली तीन मान्यताएँ हैं कि मात्रा एकमात्र लागत चालक है इसलिए हम अन्य लागत परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखते हैं जैसे मूल्य स्तर में बदलाव या कुछ कच्चे माल वगैरह की लागत में परिवर्तन इत्यादि यहां हम मानते हैं कि लागत में बदलाव मुख्य रूप से मात्रा में बदलाव के कारण होता है मात्रा की प्रासंगिक सीमा निर्धारित होती है तो मान लीजिए कि हम ० से १२०० इकाइयों के भीतर काम करते हैं इसलिए उस श्रेणी में हमारी गणना सही है इन्वेंट्री के स्तर को अनदेखा किया जाता है इसे अपरिवर्तित माना जाता है हम यह भी मानते हैं कि बिक्री मिश्रण उस अवधि में नहीं बदलता है इसलिए दिए गए बिक्री मिश्रण से हम अवधि की गणना करते हैं अब हालांकि इस धारणा को ध्यान में रखा जाता है लेकिन इस बात से हतोत्साहित नहीं महसूस कीजिए कि यदि धारणाएं गलत होंगी तो क्या होगा सबसे पहले मान्यताओं के आधार पर हम कुछ गणनाएँ करते हैं फिर हम ढीला कर सकते हैं या हम एक एक करके कुछ धारणाओं को बदलने की अनुमति दे सकते हैं और तदनुसार हम संवेदनशीलता विश्लेषण कर सकते हैं इसलिए हम अपनी गणना को थोड़ा बदल सकते हैं और किसी विशेष मामले के लिए हम कुछ निश्चित निर्णय लेंगे जो यथोचित रूप से सही होंगे इसलिए लघु अवधि के निर्णय लेने के लिए सीवीपी विश्लेषण बेहद उपयोगी है हम अगले सत्र में अपनी चर्चा जारी रखेंगे नमस्ते धन्यवाद